हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे कैसे सेवा सोच और उत्पाद सेवा प्रणालियों का एक नया प्रतिमान कारोबार करने के तरीके को बदल रहा है उदाहरण के लिए एक सरल अवधारणा लें जिसे मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है जिस तरह से पहले हमने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए संसाधनों की तैनाती के बारे में सोचा था तो हमारे पास यह चार "पी" हैं जो कि संरचना या मूल्यों के पैकेज की वास्तुकला से संबंधित सभी अवधारणाएं थीं जिन्हें हम उत्पाद मूल्य बढ़ावासंवर्धनवितरण स्थान Product price Promotion Place कहते हैं बढ़ावासंवर्धन जिसका मतलब कि जिस तरह से उत्पाद उपभोक्ता तक पहुँचते हैं वितरण मूल्य और अंतिम रूप से वितरण और शिक्षा लेकिन इस नई सेवा केंद्रित अर्थव्यवस्था सेवा वर्चस्व वाली अर्थव्यवस्था में तीन नई अवधारणाएं हैं जिन्हें हमें मार्केटिंग मिक्स में जोड़ना है और ये प्रक्रिया भौतिक वातावरण और लोग process physical environment and people हैं उदाहरण के लिए अपने घर पर एक पार्टी के लिए कई रेस्तरां से फोन और इंटरनेट का उपयोग करके आप खाना ऑर्डर करते हैं अब ये नए तत्व इसका मतलब है कि जिस तरह से आप लेन देन की नई प्रक्रिया का लेन देन करते हैं और जिन लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं उन्हें नए तरीके की सोच की आवश्यकता होती है क्योंकि पहले जब आप एक रेस्तरां में जाते थे तो उस व्यवसाय खाद्य और पेय व्यवसाय के रेस्तरां के मालिक अपने लोगों की दक्षताओं राजनीति जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते थे और रेस्तरां के माहौल में ग्राहक के साथ आमने सामने बातचीत करते थे कुछ मायनों में जो प्रमुख रूप से भौतिक और मूर्त वास्तविक टेंजेबल tangible दुनिया है प्रक्रियाओं और समाधानों की एक ज्ञात श्रृंखला थी लेकिन आज जब हमारे पास वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म और वास्तविक अवसरों का मिश्रण है तो एक साथ एकीकृत जहां रेस्तरां आपके घर में आता है और कभी कभी आप वास्तव में रेस्तरां में एक विशेष अवसर बना सकते हैं तो मिश्रण या सीमाओं का पार होना या अतिक्रमन करना नई चुनौती पैदा करती है और यह चुनौती है कि एक भौतिक रेस्तरां के पहले उदाहरण में दी गयी रेस्तरां ने खुद को कैसे प्रचारित किया कैसे यह अग्रिम पंक्ति फ्रंट एंड का प्रबंधन करता है जहां यह ग्राहक के संपर्क में आता है और यह कैसे अंतिम पंक्ति बैक एंड का प्रबंधन करता है किचन है और यह बिलिंग है और यह सब अलग से सोचा जा सकता है यहां तक कि एक रेस्तरां व्यवसाय में अलग करना मुश्किल था लेकिन चॉकलेट बनाने वाले व्यवसाय में आप काफी अलग हो सकते हैं चॉकलेट के मनुफक्चरिंग से चॉकलेट का मार्केटिंग या चॉकलेट का उत्पादन करने वाले लोग और चॉकलेट का सेवन करने वाले लोग लेकिन अगर आप आज के माध्यम से सोचते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की ई सेवाओं का उपयोग करते हैं और पी सेवाएं जो भौतिक सेवाओं को एक साथ जोड़ती हैं हम भौतिक उत्पादों को आभासी उत्पादों टेंजबल और इनटेंजबल तत्वों के साथ कैसे मिलाते हैं यह महसूस कर पाना आज लगभग असंभव हो गया है इन विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों को अलग अलग ब्लॉक के रूप में सोचने के लिए इसलिए ऑपरेशन मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लोगों शारीरिक प्रक्रियाओं और जिस तरह से हम दोनों को जोड़ते हैं एक संपूर्ण सिस्टम ओरिएंटेशन बनाते हैं अब इसमें जब उपभोक्ता एक जटिल श्रेणी की पेशकश को देखते हैं जब कोई ग्राहक या एक नागरिक उद्धरण के लिए उसके बच्चों के लिए शिक्षा बारे में सोच रहा होता है इसलिए परीक्षा प्रक्रिया से ही मैं स्वयं शिक्षा प्रक्रिया पर चर्चा नहीं कर रहा हूं और वहां किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं कि इस कोर्स के माध्यम से जो आप कर रहे हैं मैं किसी जगह पर हूं आप किसी जगह पर हैं मैंने इसे किसी और समय रिकॉर्ड किया है आप इसमें किसी अन्य समय भाग ले रहे हैं फिर भी हम जुड़े हुए हैं आपको क्या लगता है यदि आप फोरम में भाग लेते हैं तो मैं इसे लगभग तुरंत ही समझ लूंगा तो यह एक तरफ ओर जटिलता है दूसरी तरफ संभावनाओं की एक विशाल श्रृंखला है इसलिए शिक्षा एक अच्छे संस्थान के लिए स्कूल खोज एक अच्छा कोर्स स्थान इन सभी में अब भौतिक संपर्क इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन उन लोगों से इनपुट प्राप्त करने की अच्छी संभावना है जो उन कॉलेजों में पहले से पढ़ रहे हैं जो लोग पहले से ही उन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं इन चीजों में अधिक से अधिक जानने के लिए मंच मंच की विशाल संख्या तक पहुंच कि क्या आपको भौतिकी का अध्ययन करना चाहिए या आपको वैमानिकी इंजीनियरिंग का अध्ययन करना चाहिए प्रत्येक मामले में कैरियर की संभावनाएं क्या हैं आप कैसे अनुकूल हैं यहां तक कि आप विभिन्न प्रकार के एप्लिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को कैसे पा सकते हैं यह जटिलता और अवसर निरंतरता हमें बताती है कि उपभोक्ता जब वे सेवाओं की इस आधुनिक श्रेणी का मूल्यांकन करते हैं वे मुख्य रूप से तीन प्रकार के गुणों को देखते हैं और हमने उन्हें खोज गुणवत्ता सर्च क्वालिटी search quality कहा है वह सूचना की सीमा ज्ञान इनपुट की सीमा ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा या संयोजन अनुभव की गुणवत्ता की खरीद से पहले देखेगा इसलिए सर्च क्वालिटी सेवा प्रदाता और सेवा उपभोक्ता के बीच जुड़ाव से पहले हो सकती है लेकिन अगले प्रकार की गुणवत्ता जो कि अनुभव की गुणवत्ता है जुड़ाव की प्रक्रिया के दौरान होती है जैसे कि जब आप किसी रेस्तरां में भोजन कर रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद हमारे पास एक तीसरा प्रकार का गुण होता है जो कई व्यवसाय में आगे आते हैं हम जिसे विश्वसनीयता गुणवत्ता क्रेडेंस क्वालिटी credence quality कहते हैं जैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है किसी विशेषज्ञ की तलाश करें और चिकित्सा विशेषज्ञ की मदद लें कुछ उपचार दिया जाता है हो सकता है कि आपकी माइनर सर्जरी हो लेकिन इस कार्य की क्वालिटी कार्य करने के बहुत बाद में पता चलेगा मैं शुरुआत से इन तीन प्रकार के गुणों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपने रोजमर्रा के अनुभव के बारे में आप जितनी दैनिक सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप इन तीन गुणवत्ता मानदंडों को लागू करें और आप देखेंगे कि किस तरह की सेवा के लिए किस तरह की गुणवत्ता प्रमुख थी या कौन सी दो आप के लिए संतुष्टि प्रदान करने के लिए संयुक्त हैं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप सेवा प्रक्रिया में लोगों को जानना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि वे क्या खोज रहे हैं इसलिए सेवा सेटिंग में एक उपभोक्ता के निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहराई से समझना चाहिए क्योंकि यही वह जगह है जहां सब कुछ शुरू होता है उपभोक्ता को उन संसाधनों और दक्षताओं की आवश्यकता होती है जो उपभोक्ता लाता है और कैसे मूल्य पैदा करने के लिए प्रदाता संसाधनों की दक्षताओं के साथ जोड़ा जा सकता है हमेशा यह याद रखना कि उपभोक्ता या तो सूचना की गुणवत्ता अनुभव की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गुणवत्ता के लिए देख रहा है तो सेवा उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के बीच विनिमय और सह निर्माण की प्रक्रिया को ग्राहकों की आवश्यकता की प्रकृति की समझ द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए हमें यहां मास्लो का आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत Maslow's hierarchy of needs का उल्लेख करना चाहिए और मैं आपसे इंटरनेट पर खोज करने का अनुरोध करूंगा कि मास्लो का आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत Maslow's hierarchy of needs और यह आपको बताएगा कि कैसे जब भी हम किसी भी संतुष्टि की मांग कर रहे हैं जब भी हम किसी समस्या का समाधान खोज रहे हैं तो यह आपकी शारीरिक जरूरतों भूख पूर्ति या पर्यावरण के विरुद्ध सुरक्षा जैसी बहुत ही बुनियादी जरूरतों से संबंधित हो सकता है हमने चर्चा की कि कैसे सम्मान की जरूरत सम्मान की पहचान प्यार की जरूरत के लिए साथी की भाप की जरूरत के लिए साथी प्राणियों के साथ मित्रता की आवश्यकता के संबंध में इस तरह के गुणों की हमारी समझ के साथ सह संबंध होना चाहिए उपभोक्ता की इस पूरी संरचना सेवा उपभोक्ता निर्णय लेने और सेवाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया की हमारी समझ बनाने के लिए इसलिए बुनियादी तौर पर हमारे पास चार खंड हैं यह वह तरीका है जिसे हम वास्तव में खरीदते हैं या भाग लेते हैं या अस्थायी रूप से या लंबे समय तक उपयोग करते हैं लगभग कुछ भी मूर्त या अमूर्त और इन चार ब्लॉकों को बुनियादी प्रबंधन और विपणन प्रक्रियाओं की आपकी पिछली समझ से अच्छी तरह से जाना जाता है फिर आप कुछ डेटा जानकारी इकट्ठा करते हैं फिर आप विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं फिर आपके पास खरीद प्रक्रिया और खपत प्रक्रिया और पोस्ट खरीद मूल्यांकन होता है इस मॉड्यूल को समाप्त करने के लिए मैं आज इस पाठ्यक्रम और सभी व्यवसायों का मुख्य ध्यान केंद्रित करूंगा जो उपयोगकर्ता है और उपयोगकर्ता प्रक्रिया में लाता है इसलिए पहले सरल चार चरणों की अनुक्रमिक प्रक्रिया को अब बातचीत के पांच ब्लॉक के रूप में सोचा जा सकता है और वे हमेशा अनुक्रमिक नहीं होते हैं लेकिन समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज हम समझते हैं कि व्यवसायों के रूप में जिस तरह से हम अपने व्यवसाय उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं सेवा उपभोक्ता को विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए मदद करेंगे खरीद की प्रक्रिया पोस्ट खरीद मूल्यांकन सभी को इस बात के बारे में सोचा जाना चाहिए कि उपयोगकर्ता इस जुड़ाव की प्रक्रियाओं में क्या लाता है उनके मूल्य और दृष्टिकोण उनके शिष्टाचार और उनके ज्ञान रंग महसूस बनावट शिक्षा सामाजिक योग्यता रीति रिवाज जो केंद्रीय ब्लॉक है हम क्या करते हैं ग्राहक खंड जिसे आप संबोधित कर रहे हैं उसको समझते हुए केंद्र में उस हरे रंग के ब्लॉक से शुरू करें जिन जरूरतों को आप भरना चाहते हैं और फिर आप उन अन्य ब्लॉकों में गहराई से खुदाई करते हैं और फिर एक समग्र प्रणाली के रूप में इन पांच ब्लॉकों का पुनर्विचार करते हैं